आइए अब हम एक लोकेलिटी में हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर पडने वाली एनर्जी की समझ को मजबूत करें इसलिए हम कुछ उदाहरण की सहायता से निकालने की कोशिश करें और कोशिश करें कुछ अंदर जाने की रेफरेंस के तौर पर मैं यहां अर्थ सेंट्रिक व्यू प्वाइंट को रख रहा हूं जो इस उदाहरण को समझने में आपकी मदद करेगा आप एक आसान सा उदाहरण लीजिए जब लाटीट्यूड 0 होता है यह क्या दर्शाता है यह ये दर्शाता है कि यह जगह इक्वेटर पर होगी अब यह बहुत आसान सा उदाहरण है जहां लोकेलिटी इक्वेटर पर स्थित है और मुझे इसे और आसान बनाने दीजिए डिक्लिनेशन 0 लेकर डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है आपको यह पता है कि यह इंसुलेशन लाइन है जो पृथ्वी के केंद्र को सूर्य के केंद्र से जोड़ती है और यह इंसुलेशन लाइन एंगल बनाती है इक्वेटोरियल प्लेन पर जिसे डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं इसलिए अगर आप डिक्लिनेशन 0 रखते हैं इसका मतलब है कि सूर्य इक्वेटोरियल प्लेन पर होगा और साल में सिर्फ 2 बार घटित होगा और यह 2 दिन इक्विनोक्स का दिन होगा इसलिए इसका यह मतलब है कि यह इक्विनोक्स के दो तीनों में से कोई एक दिन होगा पूरे साल में इक्विनोक्स केवल 2 दिन होता है पहला 21 मार्च जिसको स्प्रिंग इक्विनोक्स कहते हैं और दूसरा 21 सितंबर जिसको ऑटम इक्विनोक्स कहते हैं इसलिए हम को एक इक्विनोक्स का दिन लेंगे मान लीजिए हम 21 मार्च लेते हैं अब प्रॉब्लम यह है कि H0 क्या होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेट प्लेट पर पड़ने वाली इंसीडेंट एनर्जी क्या होगी उस लोकेलिटी पर जहां ϕ0 है जो साल का एक इक्विनोक्स का दिन होगा आइए अब हम H0 निकालें जो कि 24 k Lscπsin ωsr के बराबर होगा यह आएगा इक्वेशन से जो हमने पहले बताया है cosϕ cos δ 1 होगा क्योंकि ϕ और δ शून्य के बराबर हैं दूसरा ωsr है sinϕ sinδ 0 क्योंकि ϕ और δ शून्य के बराबर हैं इसलिए अब हमें k Lsc और ωsr की वेल्यू जानना हैं जिससे कि H0 को निकाल सके अगर हमने 21 मार्च का दिन लिया है तो 1 जनवरी को N1 होगा और 21 मार्च को N80 होगा इसलिए k Lsc 138 kWm2 होगी और ωsr cos 1 tanϕ tanδ होता है हमें पता ϕ0 और δ0 है इसलिए tanϕ tanδ0 होगा और इसलिए cos 1 π2 के बराबर होगा इसलिए सूर्योदय का आवर एंगल π2 होगा अब हमें ωsr पता है इसलिए हम निकाल सकते हैं H0 को जिसकी वेल्यू 24x138 kWm2π sin π2 के बराबर होगी अब यह H0 1054 kWhm2day बराबर होगा यह वेल्यू है एनर्जी स्क्वायर मीटर डे जो इंसिडेंट करती है लोकेलिटी पर जो इक्वेटर पर स्थित है और जिसको हमने साल के एक इक्विनोक्स के दिन निकाला है और यह भी ध्यान रखें कि हमने यहां वायुमंडल के प्रभाव को नहीं लिया है एक दूसरा दिलचस्प उदाहरण लीजिए मान लीजिए कि हमें दिन की लंबाई पता करना है साल के किसी भी निश्चित समय में तब आप 3 केस लीजिए पहला केस लाटीट्यूड 0 लीजिए इसका यह मतलब है कि लोकेलिटी इक्वेटर पर होगी ϕ0 यहां दिन की लंबाई कितनी होगी दूसरा केस लाटीट्यूड इक्वेटर के उत्तर में हैं मतलब ϕ0 और उस समय नॉर्दन हेमिस्फीयर में गर्मी है तब दिन की लंबाई कितनी होगी तीसरा केस लाटीट्यूड 0 है और इस समय नॉर्दन हेमिस्फीयर में ठंड है तब दिन की लंबाई कितनी होगी आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे निकालते हैं हमें यह पता है कि दिन की लंबाई दो गुना होती है सूर्योदय के एंगल से जो 2 ωsr होगी और यह रेडियन में है अगर आप ωsr को आवर में दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि दिन के समय को आवर में दिखाना ज्यादा सही है तो हमें इसमें एक कन्वर्जन फैक्टर 2x12π से गुना करके आवर में बदलना होगा इसलिए यह आपको देगा 24π ωsr cos 1 tan ϕ tan δ के बराबर होता है और यह आपको दिन की लंबाई को आवर में देगा पहला केस लीजिए यहां हम कोशिश कर रहे हैं दिन की लंबाई पता करने की उस जगह पर जो इक्वेटर पर स्थित है और यह साल का कोई भी समय हो सकता है इसलिए जब ϕ0 होगा तब दिन की लंबाई दी जाएगी ωsr से या आवर में दी जाएगी 24π cos 1 tan ϕ tan δ से जब ϕ0 होगा तब cos 1 tan ϕ tan δ 0 के बराबर होगा इसलिए दिन की लंबाई 12 आवर होगी 6 से 6 यह 12 आवर की दिन की लंबाई होगी जो δ पर आश्रित नहीं है इसलिए यह साल के समय पर भी आश्रित नहीं है δ की वेल्यू 23½ से 23½ तक होती है अगर ϕ0 है तो δ की वेल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमेशा ऐसे समय दिन की लंबाई 12 आवर की होगी परंतु यह सिर्फ तभी होगी जब यह इक्वेटर पर होगा बाकी लाटीट्यूड के लिए नहीं अब दूसरे केस को लीजिए दूसरे केस में हमें दिन की लंबाई पता करनी है उस जगह की जो इक्वेटर के उत्तर में है या ऐसी जगह जो इक्वेटर से ऊपर है और नॉर्दन हेमिस्फीयर में गर्मी के समय में जिसका मतलब है कि डेकलिनेशन एंगल δ पॉजिटिव होगा और इंसुलेशन लाइन पॉजिटिव जंगल बना रही होगी इक्वेटोरियल प्लेन से ऐसे केस में सूर्योदय का एंगल cos ωsr होता है जैसा आप देख रहे हैं कि cos ωsr tanϕ tanδ के बराबर है ϕ0 और δ 0 यह दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि नॉर्दन हेमिस्फीयर में गर्मी का समय होगा इसलिए जब यह दोनों पॉजिटिव होंगे तो cos ωsr नेगेटिव होगा इसका यह मतलब है कि ωsr दूसरे क्वाड्रेंट में होगा और इसलिए यह 90 डिग्री से ज्यादा होगा इस केस में जिसके कारण दिन की लंबाई 12 आवर से ज्यादा आएगी इसलिए गर्मी के समय नॉर्दन हेमिस्फीयर में दिए हुए लाटीट्यूड पर आप देखेंगे कि दिन की लंबाई 12 घंटे से ज्यादा है और इसीलिए नॉर्दन हेमिस्फीयर में गर्मी के समय हम सूर्य की किरणें देर रात तक देख पाते हैं अब तीसरा केस देखते हैं यह केस पिछले केस की तरह ही है पर एक अंतर है कि अब हम नॉर्दन हेमिस्फीयर में ही सर्दी के समय को देख रहे हैं जिसमें डिक्लिनेशन एंगल नेगेटिव होगा तब ऐसे हालात में आपको पता है कि cos ωsr पॉजिटिव वेल्यू होगा क्योंकि δ जीरो से कम है जब नॉर्दन हेमिस्फीयर में ठंड होती या जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती इसलिए ωsr की वेल्यू π2 से कम होगी और यह वेल्यू रखने पर हमें दिन की लंबाई 12 घंटे से कम की मिलेगी इसलिए आप देख रहे हैं कि नॉर्दन हेमिस्फीयर मैं इक्वेटर से ऊपर उसी लाटीट्यूड पर गर्मी मैं जहां दिन की लंबाई 12 घंटे से ज्यादा की होगी और ठंड में दिन की लंबाई 12 घंटे से कम की होगी जबकि इक्वेटर पर दिए किसी भी लोकेलिटी पर साल के किसी भी दिन दिन की लंबाई 12 घंटे के बराबर होगी इक्वेटर के उत्तर में नॉर्दन हेमिस्फीयर में गर्मी के समय किसी भी जगह पर दिन की लंबाई 12 घंटे से ज्यादा की होगी और जिनकी लंबाई 12 घंटे से कम की होगी नॉर्दन हेमिस्फीयर में ठंड के समय इसी तरह आप इक्वेटर के दक्षिण में पढ़ने वाली जगहों पर भी देख सकते हैं